पिछले व्याख्यान में हमने जिस विषय पर अपनी चर्चा को समाप्त किया था उसे हम नड्सन नंबर के रूप में परिभाषित करते हैं KnL जो मॉलिक्यूलर मीन फ्री पाथ और सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक लेंथ स्केल का अनुपात है तो हम पाइप के प्रतीकात्मक नाम को एल से दर्शाते हैं यह किसी अन्य मामले में पाइप का व्यास या कोई और आयाम हो सकता है लेकिन यहाँ हम इसे सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक लेंथ स्केल कहते हैं तो यदि यह अनुपात छोटा है तो यह क्या दर्शाता है यह दर्शाता है कि सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक लेंथ स्केल की तुलना में मॉलिक्यूलर मीन फ्री पाथ बहुत छोटा हैजो स्पष्ट रूप से बताता है कि यह अच्छी तरह से भरा हुआ अर्थात जिसमे अणुओं का धनत्व अधिक है ऐसा सिस्टम है इसके विपरीत अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है की नड्सन नंबर बड़ा है मतलब मॉलिक्यूलर मीन फ्री पाथ बहुत अधिक है और अगर यह एक बहुत असाधारण सिस्टम है तो यह सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक लेंथ स्केल से भी बड़ा हो सकता है ऐसे मामलों में क्या होता है ऐसे मामलों में हमारे पास बहुत कम संख्या में अणु होते हैं और फिर हर एलीमेंटल वॉल्यूम में अणुओं की उपस्थिति के संबंध में बहुत सारी अनिश्चितताएं होती हैं तो ऐसे मामलों में मैक्रोस्कोपिक अप्रोच के इतनी अच्छी तरह से काम करने की उम्मीद नहीं है या फ्लूइड की विशेषताओं या गुणों को परिभाषित करने का मैक्रोस्कोपिक अप्रोच इतनी कुशलता से काम नहीं करेगा इसलिए जब भी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच काम करता है तो हम फ्लूइड को कन्टीन्युअम कहते हैं और इससे संबंधित हाइपोथिसिस को कन्टीन्युअम हाइपोथिसिस के रूप में जाना जाता है तो कन्टीन्युअम हाइपोथिसिस क्या है कन्टीन्युअम हाइपोथिसिस बताता है कि हम फ्लूइड को उसमे निहित अनिरंतरता के बावजूद एक निरंतर माध्यम मानते है यदि आप आणविक स्तर में देखते हैं तो अनिरंतरता होती हैं इसमें अणु होते हैं इनके बीच रिक्तियाँ भी होती हैं लेकिन यदि वे अच्छी तरह से भरे हुए और घने हैं तो आप इसे एक निरंतर माध्यम मान सकते हैं और एक बार जब आप निरंतर माध्यम मान लेते है तो आप बिंदुशः गुणों में परिवर्तन के विषय में चर्चा करने के लिए डिफरेंशियल कैलक्युलस के ज्ञात नियमों का उपयोग कर सकते हैं तो आप साधारण ग्रेडिएंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर बात कर सकते हैं तो कन्टीन्युअम हाइपोथिसिस तभी काम करता है जब पर्याप्त मात्रा में अणु होते हैं ताकि हम जिस नड्सन नंबर के बारे में बात कर रहे हैं वह बहुत छोटा हो यदि नड्सन नंबर का मान 01 से अधिक है तो यह एक ऐसी स्थिति कहलाती है जहां आपका मॉलिक्यूलर मीन फ्री पाथ सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक लेंथ स्केल के 10 प्रतिशत के बराबर हो जाता है और जब यह नंबर और बड़ा होता जाता है तो यह कन्टीन्युअम हाइपोथिसिस से दूर होता चला जाता है इसलिए जब अगर परस्थितिवश हम कन्टीन्युअम हाइपोथिसिस का उपयोग नहीं कर सकते हैं तब पूरी तरह से एक अलग नीति अपनाने की आवश्यकता होती है इस पाठ्यक्रम के दौरान हम उन परिस्थितियों के बारे में परवाह करेंगे जब कन्टीन्युअम हाइपोथिसिस काम करता है तो इसका मतलब है सिस्टम में पर्याप्त संख्या में अणु मौजूद हैं इसलिए व्यक्तिगत अणुओं से सम्बन्धित अनिश्चितता फ्लूइड फ्लो के विषय में पूर्वानुमान को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित नहीं करती है क्योंकि हम फ्लूइड को आणविक दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं लेकिन इसे एक निरंतर माध्यम मान रहे हैं इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे देखेंगे कि हमें एक सिस्टम के रूप में फ्लूइड की व्याख्या कैसे करना चाहिए फिर चाहे हम इसे एक माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के रूप में मान रहे हों या एक मैक्रोस्कोपिक अप्रोच रूप में लेते है तो इसके लिए हम दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं सिस्टम एवं कंट्रोल वॉल्यूम को प्रस्तावित करेंगे तो हमने एक दृष्टिकोण की पहचान की है अब हमें यह पहचानना होगा कि वह फ्लूइड कौन सा होना चाहिए जिस पर हम इस अवधारणा या दृष्टिकोण को लागू करते हैं इसलिए जब हम एक सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो सिस्टम वह वस्तु है जिसे किसी निश्चित मास और आइडेंटिटी द्वारा परिभाषित किया जाता है अर्थात वह वस्तु जिसका मास और आइडेंटिटी निश्चित होनी चाहिए कभी कभी फ्लूइड के लिए लागू करने के लिए यह एक सरल अवधारणा नहीं है आईये हम फिर से एक पाइप के माध्यम से फ्लूइड फ्लो का उदाहरण लेते है तो हमारे पास एक पाइप है यहाँ कई अणु या कण भी हैं जो पाइप के भीतर प्रवेश कर रहे है और बाहर निकल रहे हैं तो किसी एक विशेष समय पर ये वे अणु हैं जो मौजूद हैं अब समय के एक अलग अगले क्षण में आपके पास अलग अणु हो सकते हैं जो मौजूद हैं इसका कारण काफी स्पष्ट है कि कुछ प्रवेश कर रहा है और कुछ बाहर निकल रहा है तो यह लगातार दोहराया जा रहा है ऐसी स्थिति में यदि आप इन कणों या अणुओं की गति को किसी निश्चित मास और आइडेंटिटी वाली वस्तु के रूप में समझना चाहते हैं तो यह कठिन और थकाऊ हो जाता है क्योंकि तब आपको व्यक्तिगत कणों या अणुओं को चिन्हित करना होगा और इनका अनुसरण करना होगा क्योंकि ये गतिशील है तो इस तरह के दृष्टिकोण या फ्लूइड मैकेनिक्स में तथाकथित पार्टिकल ट्रैकिंग अप्रोच को लैग्रैेंजियन अप्रोच के रूप में जाना जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स में इस दृष्टिकोण का पालन करना कई बार सुविधाजनक नहीं होता है इसलिए ऐसा करने के बजाय हम ब्रह्मांड में एक निश्चित क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो मान लीजिये कि हमने इस चिन्हित क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया है इसलिए जैसे कि हम इस क्षेत्र पर कैमरे को केंद्रित करते हुए बैठे हैं हम क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि जो कुछ भी इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है और बाहर निकल रहा है हम केवल उसी पर नज़र रख रहे हैं हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि यह कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है इसलिए हम अलग अलग कणों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ब्रह्मांड में एक निर्दिष्ट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिसमें द्रव्य फ्लो कर सकता हैं इसलिए उस क्षेत्र को हम कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं तो फ्लूइड फ्लो के लिए कंट्रोल वॉल्यूम का दृष्टिकोण अधिक सुविधाजनक है क्योंकि आपको अलग अलग कणों को समझने की आवश्यकता नहीं है और फ्लूइड लगातार विरूपित होने वाला एक माध्यम है इसलिए व्यक्तिगत कणों को समझना बहुत मुश्किल है एक निर्दिष्ट क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करना और यह देखना कि उसमे क्या होता है यह बहुत आसान है और इस विशेष दृष्टिकोण जहां आप एक कंट्रोल वॉल्यूम का उपयोग करते हैं और विश्लेषण करते हैं कि उसमे क्या होता है इसको यूलेरियन अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है जिस तरह लैग्रैेंजियन अप्रोच प्रसिद्ध गणितज्ञ लैग्रैेंज के नाम का अनुसरण कर रहा है वैसे ही यूलेरियन यूलर के नाम के अनुसार है इसलिए हम फ्लूइड फ्लो के इस संदर्भ में जो भी चर्चा कर रहे हैं चाहे वह एक सिस्टम अप्रोच हो चाहे वह माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हो या मैक्रोस्कोपिक अप्रोच हम फ्लो के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए ज्यादातर कंट्रोल वॉल्यूम अवधारणा का उपयोग करेंगे इस बुनियादी समझ के साथ हम अब एक फ्लूइड की अवधारणा में जाएंगे तो अब तक हमने फ्लूइड के बारे में सतही स्तर पर बात की हैफ्लूइड क्या है इसे हमने गंभीरता से परिभाषित नहीं किया है अब यदि आप व्यावहारिक ज्ञान के अनुसार पूछ रहे हैं कि फ्लूइड क्या है तो जाहिर है हम कहेंगे कि जो कुछ भी बहता है वह एक फ्लूइड है और सामान्य भाषा में यह कोई खराब परिभाषा नहीं है लेकिन कई चीजें हैं जो बहती हैं लेकिन वे तथाकथित पारम्परिक फ्लूइड नहीं हैं यह तरल पदार्थ और ठोस दोनों के बीच की कोई अवस्था हो सकती हैं फ्लुइड्स की एक बहुत ही औपचारिक परिभाषा इस प्रकार है फ्लुइड्स ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत कम शियर फ़ोर्स आरोपित करने पर भी निरंतर विरूपण से गुजरते हैं तो यदि आप एक शियर फ़ोर्स लगा रहे हैं या शियर फ़ोर्स फ्लूइड पर काम कर रहा हैं तो अगर यह बहुत कम है तो भी यह फ्लूइड के आकार को लगातार परिवर्तित करेगा जाहिर है एक ठोस पर यदि आप शियर फ़ोर्स लागू कर रहे हैं तो यह तुरंत ही इसे विरूपित नहीं करेगा जब तक कि यह एक प्रभाव सीमा तक न हो जाए जब यह सच में विरूपित होता दिखाई देगा जाहिर है कई पदार्थ हैं जो फ्लूइड तो हैं लेकिन जिन्हें विरूपित होने के लिए एक सीमा तक शियर फ़ोर्स लागू करने की आवश्यकता होती है और इसलिए फ्लूइड और ठोस के बीच की अंतर रेखा कभी कभी इतनी स्पष्ट नहीं होती है लेकिन अधिकांश व्यावहारिक मामलों के लिए यह परिभाषा कुछ ऐसी है जिसे ध्यान में रखते हुए हम इस व्यवहार के अनुसार फ्लूइड या ठोस का वर्गीकरण करेंगे तो एक महत्वपूर्ण सार यह है कि अगर कोई फ्लूइड जो गैर विरूपित है तो वह गैर विरूपित फ्लूइड एक स्थिर फ्लूइड हो सकता है यदि आपके पास एक पात्र है आपने पात्र के भीतर कुछ पानी डाला है और पानी स्थिर है इसका निहितार्थ क्या है निहितार्थ बहुत ही स्पष्ट है कि इस पर कोई शियर फ़ोर्स लागू नहीं किया गया है इसके विपरीत यह भी सच है कि यदि थोड़ा भी शियर फ़ोर्स जो एक फ्लूइड पर लागू हो रहा है तो फ्लूइड विरूपित होता है इसका मतलब है अगर फ्लूइड विरूपित हो रहा है तो कुछ शियर फ़ोर्स होना ही चाहिए जो उस पर काम कर रहा है तो जब कोई फ्लूइड जो स्थिर होता है इसका मतलब है लगने वाले फ़ोर्स का कोई शियर घटक इस पर लागू नहीं है लेकिन इस पर केवल लंबवत घटक लग रहा है और प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले फ़ोर्स के लंबवत घटक को प्रेशर कहा जाता है तो यह स्पष्ट है जब भी फ्लूइड स्थिर अवस्था में होता है तब एक फ्लूइड एलिमेंट पर लागू हो रहे फ़ोर्स की पूरी स्थिति को प्रेशर के संदर्भ में व्यक्त किया जा सकता है जब फ्लूइड गतिशील है तो इसका मतलब यह नहीं है कि इस पर कोई प्रेशर नहीं लग रहा है जाहिर है प्रेशर बखूबी वहां है जो तरल पदार्थ की स्थिर अवस्था में होता है लेकिन वहां फ़ोर्स के अतिरिक्त घटक जो सीधे फ्लूइड के विरूपण से संबंधित होते हैं परिदृश्य में आते हैं और इस स्थिति को कन्टीन्युअम मैकेनिक्स की सहायता से पूरी तरह से निपटा जा सकता है जो स्ट्रेस की अवधारणा पर आधारित एक निरंतर माध्यम का मैकेनिक्स है तो अब हम स्ट्रेस की अवधारणा को पेश करेंगे जिसे हम कन्टीन्युअम मैकेनिक्स के संदर्भ में प्रस्तुत करेंगे इसलिए यह ठोस और फ्लूइड दोनों के लिए मान्य है अब मान लीजिये कि हमारे पास एक भाग है जब हम कहते हैं कि हमारे पास एक भाग है तो यह एक ठोस या फ्लूइड कुछ भी हो सकता है जिसके विषय में हमें बहुत विशेष जानकारी नहीं हैं और हम इसमें से एक छोटे हिस्से की पहचान कर रहे हैं उस छोटे से हिस्से पर हम एक छोटा सा क्षेत्र मान लीजिये डीए ले रहे हैं हम जिस बात में रुचि रखते हैं वह यह है कि जब भी हम छोटा हिस्सा निकाल रहे हैं तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार भाग का दूसरा हिस्सा इस पर कुछ फ़ोर्स लगाएगा तो हम उस फ़ोर्स की पहचान करने में रुचि रखते हैं और मान लीजिये कि उस फ़ोर्स को अपने हिसाब से इस तरह लगाया जाता है तो यह कई स्थितियों पर निर्भर करता है मान लीजिये कि फ़ोर्स डीएफ है तो अगर हम प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले फ़ोर्स को परिभाषित करना चाहते हैं तो हम इसे केवल एक नाम दे रहे हैं जिसे हम टी या ट्रैक्शन कह रहे हैं हम इसे एक वेक्टर कहेंगे क्योंकि इसमें फ़ोर्स के लक्षण है इसे अप्रत्यक्ष रूप से ⅆFⅆA द्वारा ज्ञात किया जाता हैजहां एफ एक फ़ोर्स है लेकिन हमें यह याद रखना होगा कि जब तक कि हम उस क्षेत्र को स्पष्ट रूप से ना बता दे तब तक यह वो विशिष्ट फ़ोर्स नहीं है इसका मतलब है कि मान लीजिये हम उसी स्थान के आसपास केंद्रित लेकिन अलग दिशा की ओर उन्मुख एक अलग छोटा सा क्षेत्र डीए ही लेते हैं तो यदि हम अलग दिशा की ओर उन्मुख उस क्षेत्र को लेते हैं एवं उस पर रिजल्टैंट फ़ोर्स को ज्ञात करते है तो इसके अलग होने की संभावना है इसका मतलब है उस स्थान जिसके आसपास हम समान छोटे क्षेत्र को भिन्न प्रकार से लेते है चाहे वह स्थान या तथाकथित भाग क्षेत्र का परिमाण नियत हो लेकिन फिर भी यह अनुपात भिन्न ही होगा तो काफ़ी हद तक यह न केवल उस डीए पर बल्कि यह डीए कैसे उन्मुख है इस पर भी निर्भर करता है तो इस तरह की अधिलेख या अधोलेख देना महत्वपूर्ण है तो आइए हम अधिलेख एन देते हैं तो यह एन दर्शाता है कि हम एक ऐसे क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं जिसका बाह्य अभिलम्ब एन वेक्टर की दिशा में है इसलिए जब भी हम क्षेत्र के अभिविन्यास को निरूपित करते हैं तो इसे बाह्य अभिलम्ब की दिशा में यूनिट वेक्टर के द्वारा निरूपित करने का चलन है इस प्रकार से एन एक ऐसा वेक्टर है भले ही वह यूनिट वेक्टर ना हो इसमें कोई समस्या नहीं है क्योंकि हम इसे हमेशा एक यूनिट वेक्टर के रूप में बदल सकते हैं जो महत्वपूर्ण है वह दिशा है यदि एन को बदला गया है तो इसका मतलब है कि क्षेत्र के अभिविन्यास को बदला गया है जाहिर है यह ट्रैक्शन वेक्टर भी बदल जाएगा अब यह ट्रैक्शन वेक्टर किसी ऐसी चीज़ को निरूपित नहीं कर रहा है जो किसी अन्य वेक्टर की तरह है तो मान लीजिये यदि आप एक फ़ोर्स की बात कर रहे हैं तो जब भी आप किसी फ़ोर्स के घटक को लिख रहे हों माना की फ़ोर्स एफ के घटक को निरूपित करने के लिए एक सूचकांक आई का उपयोग कर रहे हैं तो i 1 x i 2 y i3⇒ z अतः एक सूचकांक आई का उपयोग करके एवं इसे 1 से 3 तक बदल कर हम एक वेक्टर के घटकों को निरूपित कर सकते हैं लेकिन जब हम इस ट्रैक्शन वेक्टर को निरूपित करने का प्रयास कर रहे हैं जी हां इसमें एक घटक है क्योंकि यह प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले एक फ़ोर्स की तरह है इसलिए फ़ोर्स की दिशा के आधार पर इसकी अपनी दिशा होती है इसके अपने घटक होते हैं लेकिन इसकी व्याख्या एक अन्य प्रकार के सूचकांक एन पर भी निर्भर करती है जो उस क्षेत्र अभिविन्यास के चयन को दर्शाता है जिसे इस टी की गणना के लिए नियोजित किया गया है तो यह एक साधारण वेक्टर की तुलना में कुछ अधिक विस्तृत एवं मान्य है यह कितना विस्तृत है इसे समझने के लिए हम कुछ विशेष उदाहरण लेंगे विशेष उदाहरण क्या हैं मान लीजिये कि हम एक फ्लूइड के एक भाग को लेते हैं जो इस तरह से एक आयताकार आकार का होता है हम अक्ष को एक्स वाय जेड इस तरह से उन्मुख कर सकते हैं सूचकांक के संदर्भ में हम इसे एक्स1 एक्स2 एक्स3 कहते हैं सूचकांक का उपयोग करना एक बहुत ही सुविधाजनक तरीका है क्योंकि सिर्फ सूचकांक को बदल कर आप दिशाओं को बदल सकते हैं अब हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि इस घनाभ के फलक में ट्रैक्शन वैक्टर की विशेष स्थितियां क्या हैं तो इसके छह फलक हैं और ये फलक विशेष सतह ही हैं ये विशेष सतह क्यों हैं क्योंकि इनका दिशा अभिलम्ब एक्स वाय या जेड के अनुदिश हैं यह पूरी तरह से अपने हिसाब से लिया गया एक क्षेत्र है और हम जो करने के लिए इच्छुक हैं वह यह पता लगाने के लिए है कि विशेष क्षेत्र जो या तो एक्स वाय या जेड के साथ उन्मुख होते हैं उनके संदर्भ में लिए गए क्षेत्र के लिए क्या होता है तो इसलिए ऐसे भाग को लिया गया है तो एक बार जब हमने इस भाग को ले लिया है तो जिस विषय पर हम ध्यान देने जा रहे है वह यह है की हम विभिन्न फलक के लिए इस तरह से व्यंजक लिखने जा रहे हैं इसलिए जब हम इस फलक में आते हैं तो हमारी रुचि ट्रैक्शन वेक्टर के घटकों को लिखने में हैं तो आईये हम उसे लिखते हैं यहाँ ट्रैक्शन वेक्टर के घटक एक्स के साथ उन्मुख एक घटक है इस अंकन के संदर्भ में अधोलेख क्या होना चाहिए यह चुनी गई सतह के बाह्य अभिलम्ब का यूनिट वेक्टर होना चाहिए तो यहां चुनी गई सतह में यूनिट वेक्टर एक्स1 की दिशा में है वैकल्पिक रूप से हम इसके समान एक संकेतन का उपयोग करते हैं जो11हैं तो यहाँ दो सूचकांक है ये सूचकांक क्या दर्शा रहे हैं पहला सूचकांक सतह की दिशा अभिलम्ब को दर्शा रहा है और दूसरा सूचकांक फ़ोर्स का घटक जिस दिशा में लग रहा है उसे दर्शा रहा है तो सामान्य तौर पर यहijकी तरह होता है जहां आई चुनी गयी सतह के दिशा अभिलम्ब को और जे फ़ोर्स का घटक जिस दिशा में लग रहा है उसे दर्शाता है दिलचस्प बात है जब हम इसके विपरीत के फलक पर ध्यान दें तो इस फलक के लिए बाह्य अभिलम्ब नकारात्मक एक्स की दिशा में है तो हम एक साइन कन्वेंशन विकसित करेंगे कि अगर सतह का बाह्य अभिलम्ब नकारात्मक आई की दिशा में है तो हमारा साइन कन्वेंशन इस प्रकार होगा जैसे कि सकारात्मकijनकारात्मक जे की दिशा में है इसलिए इसे हम सतह के लिए सकारात्मकijकहेंगे क्योंकि पहला सूचकांक वास्तव में नकारात्मक एक्स की दिशा में है इसलिए जे जो की दूसरा सूचकांक है का सकारात्मक दिशा नकारात्मक एक्स की दिशा में है तो इस सतह पर यदि आप12के लिए सकारात्मक दिशा निकालना चाहते हैं तो यह नीचे की ओर होना चाहिए यह साइन कन्वेंशन हैं इसलिए अगर यह वास्तव में दूसरी तरफ है तो यह इस संख्या के नकारात्मक के रूप में आएगा जैसे कि फ्री बॉडी डायाग्राम में आप फ़ोर्स निकालते हैं फ़ोर्स नकारात्मक आ सकता है इसका मतलब है की यह वास्तव में जो आपने आरेख में चित्रित किया है उसके विपरीत दिशा में है तो यह भी इस प्रकार से हैं जैसे कि आप किसी भाग के फ्री बॉडी डायाग्राम को बना रहे हैं इसलिए हम इसके लिए साइन कन्वेंशन स्थापित कर रहे हैं तो हमने साइन कन्वेंशन में जो सीखा है उसके अनुसार यदि दिशा आई एक निर्देशांक अक्ष के नकारात्मक दिशा में है तो सकारात्मकijनकारात्मक जे दिशा में उन्मुख होगा और यदि यह सकारात्मक है तो यह दूसरी तरफ है इसलिए जब आपijलिखते हैं तो यह आई १ से ३ तक बदल सकता है और जे १ से ३ तक बदल सकता है तो ये कुछ निश्चित परिमाण हैं सामान्य तौर पर आपके पास ३ गुणित ३ ९ ij घटक हो सकते हैं हम बाद में यह देखेंगे कि वास्तव में इन नौ में से छह स्वतंत्र हैं और इन छह स्वतंत्र घटकों जिन्हें स्ट्रेस टेंसर के घटक कहा जाता है का उपयोग कर हम वास्तव में किसी भी आर्बिट्ररी प्लेन जो न तो एक्स न वाय और न जेड दिशा में उन्मुख है के लिए स्ट्रेस की स्थिति का पता लगा सकते हैं तो हम समझ सकते हैं कि यह विशेष परिमाण है जिन्हे स्ट्रेस टेंसर के घटक कहा जाता है जो वैक्टर की तरह नहीं हैं तो इनमें और वैक्टर के बीच अंतर क्या हैं तो तार्किक रूप से आप देख सकते हैं कि एक वेक्टर को इसकी व्याख्या के लिए एक ही सूचकांक की आवश्यकता होती हैलेकिन स्ट्रेस टेंसर की व्याख्या के लिए दो सूचकांकों की आवश्यकता है विशेष सूचकांक क्या हैं एक सूचकांक इसे सिर्फ एक वेक्टर की तरह काम करने वाला बना रहा है लेकिन दूसरा सूचकांक उस मात्रा की गणना करने के लिए चुने गए दिशा लंबवत को निर्दिष्ट कर रहा है तो यह एक वेक्टर की तुलना में कुछ अधिक विस्तृत है इसे वास्तव में द्वितीय कोटि टेंसर के रूप में जाना जाता है टेंसर क्या है इसे हम विस्तार से परिभाषित नहीं करेंगे क्योंकि इसमें गणितीय अवधारणा शामिल है और हम इस बारे में चर्चा करें यहां इसकी पर्याप्त गुंजाइश नहीं है लेकिन व्यावहारिक ज्ञान से आप यह समझ सकते हैं कि इस कार्टिसियन अंकन पद्धति में टेंसर की कोटी या क्रम उन सूचकांकों की संख्या के समान है जिसकी आवश्यकता आपको इसे स्पष्ट रूप से समझने के लिए है तो वेक्टर भी एक टेंसर है यह प्रथम कोटि टेंसर है स्केलर को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने के लिए किसी सूचकांक की आवश्यकता नहीं होती है तो यह शून्य कोटि टेंसर की तरह है तो इस तरह बहुत ही आसानी से हम टेंसर के तीन अलग अलग क्रम या कोटी से परिचित हो गए है शून्य कोटि टेंसर जो एक स्केलर है प्रथम कोटि टेंसर जो एक वेक्टर है और द्वितीय कोटि टेंसर का उदाहरण स्ट्रेस है और हम उदाहरण देखेंगे जहां हमारे पास चतुर्थ कोटि टेंसर होंगे सामान्य तौर पर एन वें कोटि का टेंसर हो सकता है लेकिन एक कन्टीन्युअम मैकेनिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण टेंसर हैं जिन्हे हम देखेंगे तो चतुर्थ कोटि टेंसर एक ऐसा ही उदाहरण है जिसे हम इस पाठ्यक्रम में बाद में देखेंगे